तो इस सप्ताह के दूसरे व्याख्यान के लिए वापस स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हम HMM के लिए विटर्बी डिकोडिंग पर चर्चा कर रहे थे और अंत में हमने HMM के मापदंडों को सीखने की समस्या पर चर्चा की और हम कहते हैं कि जब लेबल डेटा सेट उपलब्ध होता है तो हम केवल लेबल डेटा सेट द्वारा अधिकतम संभावना अनुमान का उपयोग करके अनुमान लगा सकते हैं लेकिन अगर लेबल डेटा सेट उपलब्ध नहीं है तो हम वास्तव में सिस्टम के मापदंडों को कैसे सीखते हैं और हमने कहा कि हम कुछ प्रकार की एक्सपेकटेशन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे और इस विशेष मामले में इसे बॉम वेल्च एल्गोरिथम कहा जाता है इसलिए बॉम वेल्च एल्गोरिथ्म जैसा कि मैं कह रहा था कि यह HMM के मापदंडों के लिए अधिकतम संभावना का अनुमान लगाने के लिए एक प्रसिद्ध EM एल्गोरिथ्म है तो HMM के ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिनका आप अनुमान लगाना चाहते हैं कि हम उन्हें औपचारिक रूप से परिभाषित करें और फिर हम देखेंगे कि हम बॉम वेल्च बॉम वेल्च का उपयोग करके उनका अनुमान कैसे लगाते हैं तो HMM मॉडल में इसलिए हमारे पास हर समय हर बिंदु पर एक हिडन स्टेट और एक ऑबसर्वेशन वेरियबल है तो यहाँ मैं कैपिटल X t का उपयोग रेंडम वेरियबल के लिए कर रहा हूँ जो कि हिडन स्टेट है और कैपिटल Y ऑबसर्वेशन वेरियबल के लिए है तो Xt और Yt दोनों कई अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं हमारे स्पीच टैग के भाग के लिए प्रत्येक Xt स्पीच टैग के हिस्से में से एक को ले सकता है और प्रत्येक Yt संभव शब्दों में से एक को ले सकता है तो यह मेरा हिडन वैरिएबल हिडन स्टेट X t और ऑब्जर्वेशन Y t है पैरामीटर A B और pi हैं जिनकी हमने पिछली बार चर्चा की थी A क्या है अतः A मेरा स्टेट ट्रान्ज़िशन मैट्रिक्स है इसलिए यह देखते हुए कि पिछली स्टेट i थी क्या संभावना है कि करंट स्टेट j होगी इस प्रकार यहां t इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मायने रखता है कि किसी भी समय पर स्टेट i के बाद स्टेट j आती हैं फिर मेरे पास पैरामीटर pi है जो कि संभावना है कि यह परटिक्युलर स्टेट सीक्वेंस को शुरू करता है तो X 1 की संभावना मेरी पहली स्टेट i x स्टेट है जो कि मेरा pi i है और फिर तीसरे पर मेरे पास इमिशन मैट्रिक्स है इसलिए जहां प्रविष्टियां हैं इस विशेष शब्द के अवलोकन की संभावना क्या है या इस ओबसरवेशन को करंट स्टेट दी गई है तो यह मैं b j y t की तरह डिनोट कर रहा हूं स्टेट j पर ऑबसर्वेशन वेरियबल या अवलोकन y के ओबसरवेशन की संभावना क्या है इसलिए या तो तीन पैरामीटर तीन सेट के पैरामीटर हैं जो मैंने सीखे है अब मुझे क्या दिया जाता है इसलिए मैं कह रहा था कि हमें कॉर्पस को लेबल नहीं दिया गया है लेकिन शब्दो का क्रम दिए गए हैं इसलिए यह देखा जा सकता है कि मेरे ओबसरवेशनस को अलग अलग वाक्य दिए गए हैं मुझे पता था कि वाक्यों में अलग अलग शब्द क्या हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुझे डेटा में ओबसरवेशन का एक सेट दिया गया है तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि मुझे आब्ज़र्वैशन सीक्वेंस का एक सेट दिया गया है कि पहला आब्ज़र्वैशन Y 1 शब्द था फिर Y 2 से कुछ Y t तक जहाँ Y t वाक्य के अंत को दर्शाता है इसलिए मुझे आब्ज़र्वैशन सीक्वेंस का एक सेट दिया गया है और मेरा उद्देश्य पेरामीटर के ओप्टिमल सेट थीटा का पता लगाना है जो इस आब्ज़र्वैशन की संभावना को अधिकतम करता हैं तो ये आब्ज़र्वैशन सीक्वेंस है इसलिए मैं यह बॉम वेल्च एल्गोरिथ्म का उपयोग क्या पेरामीटर के ओप्टिमल सेट थीटा का पता लगाने के लिए कर रहा हूं जो इस ओबसरवेशन के अवलोकन की संभावना को अधिकतम करेंगे यही कारण है कि मैं एक्स्पेक्टैशन मैक्सिमिज़ैशन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर रहा हूं तो EM का मुख्य सहज बोध क्या है इसलिए आइडिया यह होगा कि मैं पेरामीटरस A B और Pi का अनुमान लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं इन सभी मापदंडों के लिए कुछ रेंडम इनिशल प्रोबेबिलिटीएस के साथ शुरू करूंगा मैं उन्हें कुछ अनियमित मूल्यों के साथ शुरू करूंगा इसलिए मेरे पास ये सभी संभावनाएं हैं अब इन प्रारंभिक मूल्यों का उपयोग करते हुए मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि विभिन्न स्टेट पाथ की संभावनाएं क्या हैं तो दिए गए सीक्वेंस पर क्या संभावना है कि दिये गए पेरामीटरस पर कोई परटिक्युलर स्टेट आई होगी इसलिए एक बार जब मैंने अलग अलग स्टेट पाथ्स या अलग अलग स्टेट की संभावनाओं को एक अलग बिंदु प्राप्त कर लिया है तो अब मुझे यह संभावना मिल गई है मैं फिर से अपने मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग करूंगा तो मैं थीटा शून्य से शुरू करूँगा मुझे कुछ थीटा प्राइम मिलेंगा अब मैं फिर से थीटा प्राइम का उपयोग अपने स्टेट पाथ की संभावनाओं को पूरा करने के लिए करूंगा फिर से अपने मापदंडों को गणना करने के लिए उपयोग करूँगा जब तक कि यह किसी भी तरह से जोड़ न जाए तो यह मेरी इटरेटिव एल्गोरिथ्म है पहले हिडन वेरियबल के लिए डेटा से कुछ संभावना प्राप्त करने के लिए कुछ पैरामीटर थीटा का उपयोग करें एक बार जब आपके पास संभावना हैं तो अनुमानो का उपयोग मेरी थीटा की गणना करने के लिए कर सकते हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं इसलिए मैं मापदंडों A B और pi के कुछ शुरुआती मूल्यों को चुनकर शुरू कर रहा हूं और फिर मुझे कोन्वेर्जेंस तक निम्नलिखित चरणों को दोहराना होगा वो क्या है सबसे पहले यह निर्धारित करें कि Xt 1 कि t 1 ऑब्जेक्ट पॉइंट में स्टेट i को देखने के संभावित रास्ते क्या हैं t th पर मुझे स्टेट j दिख रहा है और ऐसे ही विभिन्न स्टेट पाथस् की संभावना क्या है अब एक बार ये मेरे पास हैं तो मुझे कई बार गिनना सिखाएँगी इसलिए कई बार महत्वपूर्ण उम्मीद क्या है क्योंकि हम केवल प्रोबेबिलिटीस की गणना कर रहे हैं हम वास्तविक पाथस् नहीं खोज रहे हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के ट्रान्ज़िशनस की एक्सपेक्टेड संख्या a i j और साथ ही विभिन्न इमिशन b j y t m 8 की अपेक्षित संख्या की गणना करें इसलिए इन स्टेट पाथ का उपयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं हाँ मुझे पता है कि X t 1 की संभावना क्या है यह i के बराबर है Xt j के बराबर है मैं इसका उपयोग i j के लिए अपेक्षित मान की गणना करने के लिए कर सकता हूं और यही हम कर रहे हैं तो हम एक i j गणना करेंगे इसी तरह मैं पहले से ही अवलोकन जानता हूं तो मैं b j y t के लिए अनपेक्षित गणना कर सकते हैं की क्या संभावना है कि मुझे विशेष state j के लिए आपत्ति y t दिखाई दे इसलिए एक बार जब मैंने इसे एक i j और b j y t की गणना की तो मैं फिर से इन गणना किए गए मानों का उपयोग करते हुए अपने मापदंडों का अनुमान लगाऊंगा अब मैं लूप में वापस जाऊंगा मेरे पास यह थीटा है मैं विभिन्न स्टेट पाथ्स की संभावनाओं की गणना फिर से एक i j b j y t और फिर से थीटा की गणना करता हूं और कोनवरजेंस तक इसे दोहराता हूं तो अब यह सब यहाँ दिलचस्प है जैसे की पहले एक बार जब आपको मापदंडों के कुछ सेट थीटा दिए जाते हैं जो या तो प्रारंभिक पैरामीटर या कुछ मध्यवर्ती पैरामीटर हो सकते हैं कि आप वास्तव में विभिन्न स्टेट्स की संभावनाओं की गणना कैसे करते हैं आप वास्तव में यह कैसे करते हैं और इसके लिए हम एक फारवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं जो कि इस एल्गोरिथ्म की मुख्य अवधारणा है तो आइए देखें कि यह फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम क्या है इसलिए फॉरवर्ड बैक बैकवर्ड एल्गोरिदम में हमारे पास एक आगे की प्रक्रिया और बैकअप प्रक्रिया है तो अब तक समझाने के लिए मुझे सिर्फ कागज पर एक बार दिखाने दे तो क्या हो रहा है मैं इस सीक्वेंस Y1 Y 2 छोटे Y t 1 Y t देख रहा हूं यह मेरा ओबसरवेशन है और तदनुसार इसलिए आप कह सकते हैं कि यह Y 1 y 1 के बराबर है पहला ओबसरवेशन Y 2 y2 के बराबर है और इसी तरह और तदनुसार यहा स्टेट्स हैं इसलिए यह मेरा ओबसरवेशन है और फिर ये स्टेट्स हैं तो वहां कुछ स्टेट x t है यह y t ओबसरवेशन है यह मेरी स्टेट x t y के बराबर है यह किसी भी x t की संभव स्टेट्स के हो सकता है अब मैं इस फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम में क्या करूं मैं दो अलग अलग संभावनाओं की गणना करता हूं मैं एक को फॉरवर्ड संभावना कहता हु यह Y 1 से Y t1देखने की संभावना है और x t i के बराबर है जो मेरा पैरामीटर थीटा देंता हैं इसलिए यह ith स्टेट के लिए मेरा अल्फा t है संभावना जो कि मैं y 1 से y t तक देख रहा हूं और t th बिंदु पर स्टेट i मेरा पेरामीटर थीटा देता हैं Y 1 y 1 के बराबर है Y 2 y 2 के बराबर है Y t स्मॉल y t के बराबर है और x t y के बराबर है दिए गए पैरामीटर्स थीटा है यह मेरी आगे की संभावना है फिर मैं एक बैक्वर्ड प्रॉबबिलिटी की गणना करता हूं वो क्या है यह इस स्टेट को अनुसरण करने की संभावना है तो यह मेरा अल्फा i t है और यह बीटा i t है संभावना है कि Y t 1 छोटा y t1 है और कैपिटल Y t के लिए yt X t और थीटा के बराबर है इसलिए ये दो अलग अलग संभावनाएं हैं जिन्हें मैंने संग्रहीत किया है तो आप यहां क्या देख रहे हैं इसलिए मैं एक विशेष समय t में एक विशेष स्टेट i ले रहा हूं अब आप वास्तव में इस अल्फा i t और बीटा i t की गणना क्यों करते हैं यह कैसे मदद करता है अब मेरे पास ये संभावनाएं हैं मैं बस इन अल्फ़ा i t गुना बीटा i t को संभावनाएं प्राप्त करने के लिए गुणा कर सकता हूं मैं सीक्वेंस और ith स्थिति का निरीक्षण करता हूं और वास्तव में यह कहने की संभावना की गणना करने के लिए कि t th बार बिंदु मे स्टेट i थी मैं इसे सभी संभावित स्टेट्स द्वारा मार्जिनलाइज़ कर सकता हूं जो t समय पर हो सकती हैं इसलिए मैं स्टेट i को टाइम t पर देखने की संभावना की गणना करने के लिए सिग्मा i t बीटा i t का गुणा और सभी संभावित सिग्मा j t अल्फ़ा j t और बीटा j t से विभाजित कर सकता हूँ और यही कारण है कि यह फॉरवर्ड और बैक्वर्ड की संभावनाए मदद करती है तो आप यह विस्तार से देखेंगे तो अभी यह सिर्फ फोर्मूलेशन है तो मेरे पास हायर सीक्वेंस हैं मैंने दिए गए t को दो भागों में विभाजित किया है यह स्टेट i है मेरे पास फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी अल्फा i t और बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी बीटा i t है अल्फा i t यह परटिक्युलर सीक्वेंस और स्टेट है बीटा i t यह समाप्त होने वाला सीक्वेंस है जिसने यह स्टेट दी है पिछली स्टेट X t i के बराबर है तो अब तो यह मेरा अल्फ़ा i t है तो अब मैं अल्फा i t के इन मूल्यों की गणना कैसे करूं मैं सभी संभव i और t के सभी संभावित मूल्यों के लिए गणना करना चाहता हूं तो यह एक फॉरवर्ड संभावना है तो मुझे पहले बिंदु से शुरू करना होगा तो मैं वास्तव में अल्फा i 1 की गणना कैसे करता हूं वह क्या है तो इस समीकरण से अल्फा i 1 जो Y 1 के अवलोकन की संभावना y 1 के बराबर है और X 1 i थीटा है तो i थीटा की संभावना क्या है जो मुझे X 1 के बराबर है यह मेरी pi i है और यह संभावना या तो एक स्टेट से X 1 से उत्सर्जन होगी तो यह b i y 1 होगी इसलिए यह है कि मैं सभी पोसिबल स्टेट्स i के लिए प्रारंभिक एक अल्फा i 1 की गणना कैसे करूंगा अब कुछ बिंदु पर कुछ बिंदु t1 पर मैं अल्फा j t1 की गणना कैसे करूंगा पिछले अल्फा i t को देखते हुए मैंने गणना की है तो अल्फा j t1 इसलिए t1 का मतलब Y t1 और स्टेट X t1 तक सिकुएंस देखने की संभावना है तो मैं पिछले अल्फ़ास् का उपयोग करके कैसे गणना कर सकता हूं तो मेरे पास पिछले अल्फ़ास् हैं जो मुझे यह देते हैं इसलिए अल्फ़ा i t इसे पिछले समय के चरण मे मेरे पास कुछ स्टेट थी मेरे पास i से j तक का ट्रान्ज़िशन है इसलिए कई बार a ij और अब मेरे पास t 1th ओबसरवेशन के लिए मिशन है जो b j y t1 है और इसे मैं पिछले कोई भी स्टेट्स में से प्राप्त कर सकता हूँ इसलिए मुझे सभी संभावित स्टेट्स का योग करना होगा इसलिए पिछले सभी स्टेट्स से t th टाइम स्टेप पर i का कोई भी स्टेट्स हो सकता हूं मेरे पास ट्रान्ज़िशन संभावनाएं हैं और t1 के लिए मिशन संभावना है और इस तरह मैं सभी अल्फा i t th से सिग्मा अल्फा j t1 की गणना कैसे कर सकता हूं तो यह है कि आप अल्फा i 1 से शुरू होने वाले रिकर्सिव तरीके से अपने अल्फा की गणना कैसे कर सकते हैं अब आप अपने बिटास के लिए क्या करेंगे तो यह एक बेकवर्ड प्रोसीजर है तो मेरा बीटा i क्या है इससे मुझे समय के साथ स्टेट i को दिए गए y t1 से y t के साथ सिकुएंस को समाप्त करने की संभावना मिलती है यह मेरी बेकवर्ड प्रोसीजर है अब मैं फिर से अल्फा में रिकार्सिवली रूप से गणना करता हूं मैं पहले शब्द से शुरू कर रहा था जिसे मैं अल्फा i t कंप्यूटिंग कर रहा था बीटास में क्योंकि बेकवर्ड प्रोसीजर मैं पहले बीटा i कैपिटल T की गणना करेगा T सिकुएंस का अंत है और यह बीटा i t क्या होगा इसलिए बीटा i t में यह संभावना होगी जो की दिए गए पिछले t th स्टेट में होने की संभावना है t1 पर एक सिकुएंस हैं लेकिन t1 से कोई शब्द नहीं है इसलिए यह हमेशा रहेगा तो यह हमेशा 1 है यह एक शून्य सिकुएंस होगा तो यह हमेशा एक है अब मुझे इसे समय बिंदु पर सभी अन्य बीटा i के लिए रिकार्सिवली रूप से गणना करना है इसलिए यहां मैं बेकवर्ड्स जा रहा हूं तो आप मान लेते हैं कि आपने सभी बीटा j को समय पर t1 में गणना की है और आप समय बिंदु t पर बीटा i की गणना करना चाहते हैं तो आप यह कैसे करेंगे तो यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा आपने अल्फ़ा के मामले में किया था तो हम इसे देख सकते हैं तो यह i से j तक बीटा j समय पर t1 ट्रांजीशन प्रोबेबिलिटीस और t1th के लिए मिशन प्रोबेबिलिटीस प्रोबेबिलिटी की संभावना है और आप सभी पॉसिबल स्टेट्स j का कई बार योग करते हैं इसलिए आपने जो किया वह फॉरवर्ड प्रोसीजर के समान है तो यह है कि आप एक रिकर्सिव तरीके से बीटा h कंप्यूटिंग के लिए बेकवर्ड प्रोसीजर में क्या करेंगे तो अब आपके पास एक ऐसा तरीका है जो दिये गए मापदंडों के सेट माइनस थीटा हैं आप इस सभी अल्फा और बीटा की गणना कर सकते हैं तो सभी अल्फा i t और बीटा i t की आप गणना कर सकते हैं अब याद रखें कि एल्गोरिथ्म में अगला कदम क्या है आप यह पता लगाना चाहते हैं कि सबसे अच्छे पॉसिबल पाथ्स क्या हैं या विभिन्न पाथ्स की संभावना क्या है जो कि इस अल्फा और बीटा को करने से हमारा अभिप्राय है आइए देखें कि हम वास्तव mein विभिन्न पाथ्स की संभावनाओं की गणना करने के लिए क्या कर सकते हैं करें तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटीस जैसे प्रोबेबिलिटी X जो कि दिए गए y के बराबर हैं और पेरामीटर थीटा है की गणना करना चाहिए मैं यह भी गणना करना चाहता हूं जो कि X t y के बराबर है और X t1 j y और थीटा के बराबर है मैं इस दोनों की गणना करने के लिए चाहता हूं इसलिए यदि मैं इस दोनों की गणना कर सकता हूं तो मैं सभी मापदंडों की गणना कर सकता हूं मैं अपनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीस को पूरा कर सकता हूं इसका उपयोग करके मैं t 1 के बराबर लेकर अपनी प्रारंभिक संभावनाओं की गणना कर सकता हूं और आप मेरी एम्बिशन प्रोबेबिलिटीस की गणना भी कर सकते हैं इसलिए अब मेरी समस्या है कि जब मैं अल्फास और बिटास की गणना कर ली हैं और तो क्या मैं इन संभावनाओं की गणना कर सकता हूं इसलिए हम आगे देखेंगे इसलिए मैं ये कुछ नाम दे रहा हूं इसलिए सबसे पहले मेरे पास यह गामा i t है जो मुझे इस बात की संभावना देता है कि t th बिंदु पर स्टेट i को मेरे ओबसरवेशनस y और थीटा पैरामीटर दिए गए हैं और इसी तरह मेरे पास zeta i j t है जो प्रोबेबिलिटी है t th बिंदु पर मेरे पास i स्टेट है t1 बिंदु पर मेरे पास स्टेट j y और थीटा है तो गामा i t अल्फ़ा i t और बीटा i t के गुणन की शर्तों को सभी संभावित सिग्मा z अल्फ़ा j t और बीटा j t से अधिक संभावित परिवर्तन से विभाजित करके लिखा गया है तो अब हम वास्तव में गामा i t और zeta i j t के इस समीकरण को कैसे देखते हैं आइए हम इसे देखें तो यहाँ मैं xt जो की y y n थीटा के बराबर है की संभावना की गणना करना चाहता हूँ तो अब मैं प्रोबेबिलिटी का उपयोग X t y के बराबर है की गणना करूँगा Y थीटा द्वारा प्रोबेबिलिटी Y थीटा से विभाजित किया है यह सरल स्थिति है इसलिए यदि आप थीटा को भूल गए हैं यह कुछ भी नहीं है लेकिन X t i y के बराबर हैं t y के बराबर है Y को प्रोबेबिलिटी y से विभाजित किया गया है यह सरल स्थिति प्रोबेबिलिटी रुल है अब यह एक मैं लिख रहा हूँ जैसे कि समेशन j 1 के बराबर जो N के उपर है j 1 से N के समतुल्य है X की संभावना x t j y थीटा के बराबर है तो अब आप इस समीकरण में सिमेट्री देख सकते हैं अब मुझे क्या दिखाना है कि अल्फा i t बार बीटा i t प्रोबेबिलिटी है जो की X t y Y थीटा के बराबर है और यह बहुत आसान है क्योंकि अल्फा i t यह क्या है प्रोबेबिलिटी y 1 से y tx t i के बराबर है बीटा i t प्रोबेबिलिटी y t1 से y कैपिटल T क्या है और अब X t y के बराबर है पहले से ही बीटा के लिए दिया गया है और यह मेरे पैरामीटर थीटा दिया गया है और यही हम यहाँ देख रहे हैं यह मेरा अल्फ़ा i t बार बीटा i t और यह t पर सभी मार्जिनालाइसिंग के लिए पॉसिबल स्टेट्स है तो यह j 1 से N के बराबर अल्फा j t बीटा j t सिग्मा होगा तो यह मुझे गामा i t के लिए समीकरण देता है इसी प्रकार आप zeta i j t के लिए देख सकते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी X t के लिए है i X t 1 j Y Yn थीटा के बराबर है तो उसी तरह से आप इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी X t i X t1 j के बराबर है Y थीटा जिसे प्रोबेबिलिटी Y थीटा द्वारा विभाजित किया गया है जो कि सभी संभावित i और j पर मार्जिनालाइसिंग किया जाएगा और आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी X t i x t1 phi और j के सभी संभावित मानों के लिए j y थीटा के बराबर है अब हमें यह दिखाना होगा कि अब वास्तव में यही सूत्र है तो यह क्या है इसलिए आपको इस समय बिंदु t और बिंदु t1 पर स्टेट दी जाती है इसलिए आप वास्तव में जो कर रहे हैं वह यह है कि y 1 से y t में फारवर्ड प्रोसीजर का उपयोग कर रहे हैं और आपको समय बिंदु t पर स्टेट i भी मिलेगा और आप बेकवर्ड प्रोसीजर का उपयोग करेंगे क्योंकि आपको समय पर t1 state j बेकवर्ड प्रोसीजर yt 2 से y केपिटल T के लिए स्टेट दी गयी है तो यह वही है जो इसे अल्फा it में कैप्चर किया गया है और यह j पर Beta j t 1 में कैप्चर की गई स्थिति है फिर आप i से j यानि aij और yt1 j से जो कि आपका b j y t 1 है में ट्रांजीशन प्रोबेबिलिटी की गणना करेगा तो यह समीकरण कुछ भी नहीं है लेकिन X t i की संभावना के बराबर है X t1 j Y थीटा के बराबर है यह पूरा क्रम है और ये दोनों स्टेट्स भी हैं और इसी तरह आप यहां देख सकते हैं कि यह i और j के सभी पॉसिबल वेल्युस से अधिक है इसलिए मुझे आशा है कि यह स्पष्ट है कि एक बार जब मैंने सभी संभावित अल्फा और बीटा गणना कर ली है जहा पिछले पेरामीटरस थे तो हम इस गामा i t की गणना कर सकते हैं और zeta i j t th जो एक निश्चित समय पर स्टेट की प्रोबेबिलिटी है और a अनुक्रम i और j t और t1 समय पर हैं यह हम अल्फा और बीटा का उपयोग करके गणना कर सकते हैं अब पिछले भाग में आते हैं जैसे कि एक बार मैंने कुछ संभावनाएं पॉसिबल स्टेट पाथ्स पर गणना की है तो मैं अपने पेरामीटरस का फिर से कैसे अनुमान लगाऊं मैंने इसकी गणना कुछ प्रारंभिक पेरामीटरस से की है अब मैं अपने पेरामीटरस थीटा से पुन अनुमान लगाना चाहता हूं तो मैं कैसे करूँ तो अब मुझे अपने pi i a i j और b i v k का अनुमान लगाना होगा इसलिए मैं इस समय स्टेट i को देख कर इस pi i की प्रोबेबिलिटी का कैसे अनुमान लगाता हूं तो अब इन पेरामीटरस में से कोनसा मुझे इस वेल्यू प्रोबेबिलिटी दे सकता है जो मेरे x 1 i के बराबर है यह मैं गामा i 1 से प्राप्त कर सकता हूं वह यह है कि मुझे मेरा pi दे सकता है जो कि X 1 पर i संभावना है तो यह मेरे pi i का अनुमान लगाने के लिए है अगली बात मुझे अनुमान है कि मैं स्टेट i से स्टेट j तक जाने की प्रोबेबिलिटी की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीस है अब मैंने इसकी गणना की है तो मैं अपने i j की गणना कैसे करूं a i j सभी संभव समय पर होगा आप कितनी बार अनुक्रम i n j कर रहे हैं तो यह t zeta i j t zeta i j t के ऊपर का समेशन होगा जो की i फोलोव्ड बाइ j divide द्वारा हर समय जब आप यह t देख रहे हैं इसलिए जब आप स्टेट i देख रहे हैं और आप अपने गामा i का उपयोग करके गणना कर सकते हैं जो कि t गामा i t पर योग है और यह मुझे मेरा a i j देगा सभी संभावित मामले जहां i और j की सभी संभाव्यताएं किसी भी बिंदु पर एक साथ घटित होती हैं और i की कहीं भी होने वाली सभी संभावनाओं से विभाजित करता हूं यह मेरा एक a i j है और इसी तरह आप अपने b j या v k जो j स्टेट पर है आप v k का उत्सर्जन कर रहे हैं आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं तो इसके लिए आपको यह पता लगाना होगा कि जब भी आप स्टेट j में होते हैं तो ओबसरवेशन वास्तव में v k होता है तो ओबसरवेशन द्वारा आप कितनी बार state j में रहकर हम कितनी बार स्टेट j से विभाजित कर सकते हैं तो यह यहाँ इसलिए है कि डिनोमिनेटर इतना आसान है कि आप कितनी बार हैं इसलिए यह bjvk संख्या जितनी बार आप स्टेट j में हैं यह गामा j t न्यूमरेटर संख्या का गुणा है या संभावना है कि आप स्टेट j समय में ओबसरवेशन वास्तव में v k कर रहे हैं अब इसलिए समय t पर ओबसरवेशन स्माल y t है तो मैं एक सरल नोटेशन या इंडिकेटर फ़ंक्शन के कुछ प्रकार का उपयोग कर सकता हूं जो 1 v k y t के बराबर है इसलिए इंडिकेटर फ़ंक्शन हैं इंडिकेटर फ़ंक्शन क्या है तो 1 v k y t के बराबर है 1 होगा यदि v k वास्तव में y t और 0 है अन्यथा यह मेरा इंडिकेटर फ़ंक्शन होगा तो अब जब भी v k y t होता है जब भी मैं y t देखता हूं तो मैं इसे जोड़ दूंगा अन्यथा यह 0 होगा और यह मुझे मिशन प्रोबेबिलिटीस देगा तो मैं अपने pi i a i j के साथ साथ b j v k को इस zeta i j और गामा i का उपयोग करने का अनुमान लगा सकता हूं जिसे मैंने अपनी फारवर्ड बैकवर्ड प्रोबेबिलिटीस का उपयोग करके गणना की है और यह इस एल्गोरिथ्म का एक पूरा पास है अब मेरे पास ये पैरामीटर हैं मैं इन्हें फिर से अल्फास और बीटास की गणना करने के लिए प्लग करूँगा फिर से मेरे गामा और ज़ेटस की गणना करें और फिर से मापदंडों का अनुमान लगाएं जब तक कि यह परिवर्तित नहीं हो जाता है और यह HMM के पेरामीटरस को सीखने के लिए बॉम वेल्च एल्गोरिथम है जब लेबल डेटा सेट उपलब्ध नहीं है तो यह आपको HMMs पर एक बहुत अच्छा तरीका देता है इसलिए आप HMMs को लागू कर सकते हैं जब आपके पास लेबल डेटा सेट होता है जो पेरामीटरस को सीधे मेमोरीस से याद करके अधिकतम संभावना अनुमान और डेटा बीटा डिकोडिंग को सीखकर होता है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई नई समस्या या नई भाषा आगे आती है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच टैग की गणना करनी होगी लेकिन आपके पास ऐसे लेबल नहीं हैं जिन्हें आप HMM के पेरामीटरस का अनुमान लगाने के लिए इस बॉम वेल्च एल्गोरिथम का उपयोग कर सकते हैं और फिर प्रत्येक बिट में टैग अनुक्रम के भाग में वास्तव में एक नया वाक्य खोजने के लिए डीकोडिंग है तो आप किसी अन्य सेकुएंस लेबल कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए यह HMM पर हमारी चर्चाओं को पूरा करता है जो कई अन्य अनुक्रम लेबलिंग कार्य में टैगिंग के इस भाग के लिए बहुत लोकप्रिय मॉडल में से एक थे लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन्स हैं और यही हम आगे चर्चा करेंगे कि ये लिमिटेशन्स क्या हैं और कुछ अन्य मॉडल कैसे करते हैं इसलिए अब हम कुछ डिसक्रीमीनेटिव क्लासिफायर के लिए जाएंगे जैसे कि मेक्सिमम एंट्रोपी मॉडल्स जो इन लिमिटेशन्स से छुटकारा दिलाते हैं तो यह HMMs के लिए है आइए हम अगले व्याख्यान में मेक्सिमम एंट्रोपी मॉडल्स देखें